इस सप्ताह के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है हम विभिन्न एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं और हमने टेक्स्ट समराइजेशेन पर अपनी चर्चा समाप्त कर दी है इस सप्ताह के अंतिम दो लेक्चर में हम NLP में एक बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिसे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कहा जाता है इसलिए हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि अलग अलग एप्लीकेशन क्या हैं जहा पूरी तरह से टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और हम एक सिंपल बेसलाइन के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए नैव बेयस क्लासिफायर का उपयोग करते हैं और हम चर्चा करने में भी कुछ समय व्यतीत करेंगे की आप अपने मॉडल को इवेलुएट कैसे करते हैं इसलिए एक बार आपने अपना सिस्टम बना लिया है और आप अपने सिस्टम को इवेलुएट कैसे करते हैं तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन से हमारा क्या मतलब है इसके साथ शुरू करते है ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं तों टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के रूप में आपको टेक्स्ट का एक टुकड़ा दिया जाता है यह एक वाक्य हो सकता है यह एक डॉक्यूमेंट हो सकता है यह एक पैराग्राफ या टेक्स्ट की कोई अन्य यूनिट हो सकती है और यह कुछ केटेगरी में वर्गीकृत करने के लिए भी हो सकता है और केटेगरी इस बात पर निर्भर कर सकती हैं कि आपकी एप्लीकेशन क्या है और यह वह जगह है जहां यह एक बहुत ही जेनेरिक प्रॉब्लम बन जाती है और यह कई NLP की समस्याएं हैं आप उन्हें टेक्स्ट क्लासिफिकेशन प्रोब्लेम्स के रूप में मान सकते हैं यहा हम कुछ उदाहरण देखेंगे इसलिए मान लीजिए कि आप एक मूवी रिव्यु दे रहे हैं और आपको यह पता लगाना है कि यह एक पॉजिटिव रिव्यु है या नेगेटिव रिव्यु है तो यहाँ कुछ उदाहरण हैं यह सेंटिमेंट एनालिसिस का क्षेत्र है इसलिए आपके पास यहां अलग अलग रिव्युस हैं जैसे अनबिलीवएबली डिसपोइंटिंग और आप तुरंत कहेंगे यह एक नेगेटिव फीलिंग है फिर फुल ऑफ़ जेनी करैक्टर एंड रिच्ली एप्लाइड सेटायर एंड सम ग्रेट प्लॉट्स ट्विस्ट और हम कहेंगे कि यह एक पॉजिटिव रिव्यु है दिस इस ए ग्रेटेस्ट स्क्रूबॉल कॉमेडी एवर फिल्मड फिर से पॉजिटिव रिव्यु है और इट वास पथेटिक यह नेगेटिव रिव्यु है तो अब समस्या यह है कि मान लें आपने बहुत सारे मूवी रिव्यू या प्रोडक्ट रिव्यू या होटल रिव्यू दिए गए हैं और हमें प्रत्येक का पता लगाना है और यह व्यक्तिगत वाक्य है जो इस प्रोडक्ट के लिए कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट्स या प्रोडक्ट के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट्स के बारे में बात कर रहा है मैं अपने आप कैसे करता हूं तो यह एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बन जाती है इसलिए एक टेक्स्ट दिया जाता है जिसे मैं इनमें से किसी एक क्लास में क्लासीफय करना चाहता हूं पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल एक और उदाहरण लेते हैं यह ऑथरशिप एट्रीबूशन के बारे में है टेक्स्ट का एक टुकड़ा दिया गया है तों ऑथर की कुछ डेमोग्राफ़िक्स का पता लगाएं तो ऑथर का जेंडर क्या है यह एक फीमेल ऑथर है या मेल ऑथर है ऑथर की उम्र क्या है क्या वह 20 के दशक की शुरुआत में है या 30 के दशक में या वह बहुत पुराना ऑथर है और कई अन्य चीजें हो सकती हैं जैसे ऑथर किस देश का है और फिर आप यह कहने के लिए बहुत ही बढ़िया लेबल पर जा सकते हैं कि इस विशेष पेरेग्राफ या टेक्स्ट के लिए ऑथर कौन है अब आप एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के रूप में क्यों व्यवहार करना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि एक विशेष डेमोग्राफी के लिए ऑथर्स के पास कुछ लक्षण होंगे इसलिए उनके पास लेखन की एक विशेष शैली होगी इसलिए क्या मैं एक टेक्स्ट की तलाश करने की कोशिश कर सकता हूं जो इसे लिखने की शैली से मेल खाता हो और संबंधित क्लास से मेल खाता हो इसलिए यहाँ उदाहरण के लिए टेक्स्ट के दो टुकड़े हैं और समस्या यह है कि क्या यह एक मेल ऑथर या फीमेल ऑथर है और फिर आप कुछ विशिष्ट हयूरिस्टिक और कुछ प्रकार के अध्ययनों का उपयोग कर सकते हैं जो लोगों ने किए हैं कि जब वे मेल ऑथर्स हैंतो वे बहुत सारे विभिन्न तथ्यों के बारे में बहुत कुछ लिखते हैऔर फिर फीमेल ऑथर्स वे कुछ निश्चित राय देगे राय बहुमत में होगी इसलिए जब आप टेक्स्ट के दो टुकड़ों को देखते हैं और आप कहेंगे कि पहला वर्ष की जानकारी और स्थान की जानकारी के बारे में बहुत सारे तथ्यों के बारे में बात कर रहा है और दूसरा टेक्स्ट निश्चित राय के बारे में है जैसे की कुछ सब्जेक्टिव जानकारी और फिर यह कहने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि कौनसा मेल ऑथर है और कौनसा फीमेल ऑथर है लेकिन सामान्य तौर पर जब आपको मेल और फीमेल ऑथर के लेखन के बारे में बहुत अधिक डेटा दिया जाता है तो आप एक मॉडल सीखने की कोशिश कर सकते हैं जो टेक्स्ट के एक टुकड़े को क्लासिफाय कर सकता है क्या यह मेल ऑथर या फीमेल ऑथर से है इसी प्रकार यहाँ आपके पास मेडलाइन आर्टिकल जैसा एक रिसर्च आर्टिकल है और यह किसी भी रिसर्च डोमेन से हो सकता है और तों समस्या क्या है उसके लिए अपने डिजिटल लाइब्रेरी के लिए मान लीजिए आपके पास केटेगरीस या ब्रॉड टॉपिक्स का एक सेट है और एक नया आर्टिकल दिया गया है आप इसे इनमें से किसी एक टोपिक में असाइन करना चाहते हैं इसलिए यह आपकी केटेगरी के हायरार्की में कहीं न कहीं डाल रहे है इसलिए यहां उदाहरण के लिए केटेगरीस एंटागोनिस्ट्स और इन्हिबिटर्स ब्लड सप्लाई केमिस्ट्री ड्रग थेरेपी एम्ब्र्यलोजी एपिडेमिलोजी हो सकती हैं तो ये सभी अलग अलग केटेगरीस हैं जो आपके मेश हायरार्की में हैं एक साइंटिफिक आर्टिकल दिया गया जिसे आप इन केटेगरीस में से एक में रखना चाहते हैं तो यह फिर से एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है ये सभी केटेगरीस आपकी क्लासेज हैं और टेक्स्ट का एक टुकड़ा दिया गया है और आप यह पता लगाना चाहते हैं कि यह किस केटेगरी से मेल खाता है इसलिए यह देखना शुरू कर दें कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एक बहुत ही व्यापक समस्या है और अलग अलग एप्लीकेशन जिन्हें आप किसी प्रकार के टेक्स्ट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में बदल सकते हैं इसलिए सब्जेक्ट केटेगरीस टॉपिक्स या जेनरेस को असाइनिंग की तरह यह टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की एक केटेगरी है फिर यह स्पैम डिटेक्शन हो सकता है आपको एक ईमेल दिया जाता है या यह ट्वीट मूवी रिव्यू या प्रोडक्ट रिव्यू हो सकता है क्या यह स्पैम है या नहीं तो यह क्लासिफिकेशन की समस्या है यह स्पैम है या फिर स्पैम नहीं है तो ऑथरशीप आइडेंटिफिकेशन है हमने इस बारे में बात की ऑथर कौन है ऑथर की डेमोग्राफ़िक्स का पता लगाएं और इसी तरह उम्र और जेंडर आइडेंटिफिकेशन लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन आपको टेक्स्ट का टुकड़ा दिया गया है तों पता करें कि यह किस लैंग्वेज का है तो उदाहरण के लिए आइए हम अंग्रेजी बनाम हिंदी के बारे में बात करें तो क्या भाषा अंग्रेजी या हिंदी है तो आपको क्या लगता है कि यह एक साधारण समस्या या कठिन समस्या है तो मान लीजिए कि आप देवनागरी में हिंदी लिख रहे हैं तो इस स्क्रिप्ट के आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि यह अंग्रेजी या हिंदी है लेकिन जब आप अपने कमेंट्स फेसबुक पोस्ट या ट्विटर में अपनी बात कहते हैं तो हिंदी टाइप करते हैं तो क्या आप देवनागरी में लिखते हैं या आप मुख्य रूप से रोमन स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं आप मुख्य रूप से रोमन स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं और हम हिंदी में लिखने के लिए ट्रांसलिटरेशन का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब है जब अंग्रेजी टेक्स्ट और हिंदी टेक्स्ट होते हैं तो उनके पास एक ही स्क्रिप्ट होती है तो स्क्रिप्ट समान है इसका मतलब है आपको वास्तविक वर्ड लेवल पर जाना होगा कि यह हिंदी या अंग्रेजी से आ रहा है और यहीं से समस्या शुरू होती है वही शब्द अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखे जा सकते हैं इसी तरह उदाहरण के लिए अंग्रेजी में प्योर ले और हिंदी में प्योर ले उनके पास लगभग एक ही ट्रांसलिटरेशन P u r e होगा इसलिए इस शब्द को देखते हुए यह पता लगाना मुश्किल होगा कि क्या यह एक अंग्रेजी या हिंदी शब्द है इसलिए इस तरह अलग अलग समस्याएं होंगी और टेक्स्ट का एक टुकड़ा दिया जाएगा की वहा भाषा क्या है आपको कुछ अलग लैंग्वेज स्पेसिफिक मॉडल बनाने की आवश्यकता है फिर सेंटिमेंट एनालिसिस का एक क्षेत्र है हमने सभी लोगों से राय और सेंटिमेंट एनालिसिस के बारे में बात करने के लिए एक पूरा सप्ताह दिया है जो इस कोर्स का अंतिम सप्ताह होगा तो आइए हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की इस समस्या को औपचारिक रूप से परिभाषित करें तो आपके पास क्या है आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है डॉक्यूमेंट से मेरा मतलब है कि टेक्स्ट का एक टुकड़ा जो यूनिट है जिसे आप क्लासिफाय करना चाहते हैं तो सामान्य तौर पर यह एक सेंटेंस पैराग्राफ हो सकता है या जो भी हो आपके पास एक डॉक्यूमेंट d है और आपके पास क्लासेज C का सेट है C यहाँ C n के बराबर है इस डॉक्यूमेंट d को आप इन n क्लासेज में से एक में क्लासिफाय करना चाहते हैं कुछ वेरिएशन हो सकती हैं जहाँ आप इसे कई क्लासेज को असाइन करना चाहते हैं हम इसके बारे में बात करेंगे लेकिन हमें सरलीकृत करना चाहिए यह मानते हुए कि प्रत्येक डॉक्यूमेंट एक और केवल एक क्लास का है इसलिए एक डॉक्यूमेंट जिसे मैं इनमें से किसी एक क्लास को असाइन करना चाहता हूं यह एक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन समस्या है अब इसलिए मेरा आउटपुट इन क्लासेज में से एक है इन क्लासेज में से एक क्लास में होगा तो सिम्प्लिस्टिक मेथड कौनसा है जिसका उपयोग में कर सकता हूं इसलिए कई अन्य एप्लीकेशन है जो हमने देखी है तो हम कुछ हैंड कोडेड नियमों का भी उपयोग कर सकते हैं तो हम स्पैम डिटेक्शन की समस्या बताते हैं आपके पास एक इनकमिंग ईमेल है और आप क्लासिफाय करना चाहते हैं की यह स्पैम है या नहीं तो सिम्प्लिस्टिक मॉडल क्या होगा तों यह सकता है की आप कुछ स्पैम ईमेल देखे और कुछ हैंड कोडेड नियम बनाने का प्रयास करें तो कॉमन स्पैम क्या है जो आपको याद है तो यह ऐसा है जैसे आप कुछ के लिए चुने गए हैं 100 मिलियन डॉलर या 750000 डॉलर और इसी तरह यह एक स्पैम ईमेल का एक बहुत ही सामान्य रूप है तो आपके पास कुछ हैंड कोडेड नियम हो सकते हैं यदि ईमेल कुछ ब्लैकलिस्ट एड्रेसेस से आ रहा है तो मान लीजिए कि आपके पास URL और ईमेल आईडी की ब्लैकलिस्ट सूची है तो अगर यह वहाँ से आ रहा है या अगर इसमें कुछ डॉलर जैसा है और इसे चुना गया है तो यह एक स्पैम है इसलिए यह हैंड कोडेड नियम का एक रूप है जिसे आप अलग अलग स्पैम्स को देखकर बना सकते हैं वह ईमेल जो मैं नियमित रूप से देखता हूं और जैसे आप कई अन्य स्पैम का पता लगाने और इन विभिन्न नियमों का निर्माण करने की कोशिश कर सकते हैं यह एक एप्रोच है तो दूसरे एप्लीकेशन में हमने देखा है की हैंड कोडेड नियमों का उपयोग करने के फायदे और नुकसान क्या हैं तो फायदा यह है कि यदि आप एक विशेषज्ञ हैं और आप बहुत अच्छे नियम लिख सकते हैं तो सामान्य तौर पर वे बहुत प्रीसाइस होंगे वे काफी सटीक होंगे इसलिए आपको हाई प्रिसिशन प्राप्त होगी इसलिए जब भी आपके पास डॉलर जैसी कोई चीज होगी और इसका चयन किया जाएगा तो आप शायद होंगे यह शायद एक स्पैम ईमेल होगा लेकिन अन्य समस्या यह है कि आपको यह नहीं पता है कि आपको ऐसे कितने नियम बनाने हैं इसलिए यदि आपके पास पर्याप्त नियम नहीं हैं तो आपके पास बहुत अधिक रिकॉल नहीं होगा इसलिए आप सभी स्पैम का पता नहीं लगा पाएंगे हम इन इवैल्यूएशन मेशर्स के बारे में बात करेंगे इस टोपिक के दौरान प्रिसिशन स्पैम्स भी विस्तार से बताएंगे इसलिए रखरखाव भी काफी महंगा है यदि आप हैंड कोडेड नियमों का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तों दूसरा विकल्प क्या है तो आप कुछ सुपरवाईसड क्लासिफिकेशन मेथड का उपयोग करेंगे और कुछ बहुत ही लोकप्रिय मेथड्स जैसे नैव बेयस क्लासिफिकेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरह हैं जो हमने मैक्सिमम एन्ट्रापी मॉडल के संदर्भ में बात की थी तो एक इनपुट और एक हिस्ट्री x में दिए गए क्लास की प्रोबेबिलिटी क्या है इसलिए आप कहेंगे कि यह विभिन्न विशेषताओं पर लीनियर फंक्शन है सिग्मा लैम्ब्डा f i और फिर आपके पास एक एक्सपोनेंट टर्म है एक्सपोनेंट ऑफ़ समेशन लैम्ब्डा i f i तो यह एक मैक्सेंट मॉडल या लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल है लेकिन आप अन्य मॉडल जैसे नैव बेयस मॉडल का भी उपयोग कर सकते हैं और सपोर्ट वेक्टर मशीन SVM और इन सभी को विभिन्न विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं जो इस विशेष कार्य के लिए मददगार होंगी इसलिए इन दो लेक्चर में हम एक मॉडल पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो कि नैव बेयस मॉडल है और यह टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए बहुत शक्तिशाली बेसलाइन में से एक है तो यह डिफ़ॉल्ट मॉडल है जिसे आप किसी भी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कार्य के लिए उपयोग करेंगे इसलिए हम देखेंगे कि नैव बेयस मॉडल क्या है और हम इसके लिए एक उदाहरण भी हल करेंगे तो नैव बेयस मॉडल क्या है यह कुछ क्लासेज में टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करने के लिए बेयस नियम का उपयोग करता है और यह डाक्यूमेंट्स के एक बहुत ही सरल प्रतिनिधित्व पर निर्भर करता है जो शब्दों का बैग है और अब आप समझते हैं कि शब्दों के बैग मॉडल क्या है आपको टेक्स्ट का एक टुकड़ा दिया जाता है अब शब्दों के बैग मॉडल में जिसमें डॉक्यूमेंट में शब्द किस क्रम में आते है कोई फर्क नहीं पड़ता मायने यह रखता है कि सभी शब्द क्या हैं तो यह शब्दों के एक सेट की तरह है यह शब्दों की धारणा का बैग है अब अन्य धारणाएं क्या हैं जो नैव बेयस मॉडल का उपयोग करती हैं आइए हम उस मॉडल को विस्तार से देखते हैं तो आइए हम देखें कि डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन के लिए शब्द मॉडल के बैग से क्या मतलब है तो मान लें कि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट हैं और आप इस केटेगरी को भी जानते हैं तो मान लीजिए कि आप कुछ रिसर्च डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं और आप अपने सभी डाक्यूमेंट्स या साइंटिफिक आर्टिकल्स को इनमें से किसी एक डोमेन में डालना चाहते हैं उदाहरण के लिए यहां आपके पास मशीन लर्निंग से एक आर्टिकल है NLP से एक और फिर गार्बेज कलेक्शन प्लानिंग GUI आदि अब इन डाक्यूमेंट्स में कुछ शब्द होंगे तो शब्द मॉडल का बैग क्या है तो आप मानते हैं कि डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है बल्की शब्दों का बैग है तो यहां ये सभी शब्द हैं जो डॉक्यूमेंट में होते हैं तों इस डॉक्यूमेंट से संबंधित है लर्निंग ट्रेनिंग अल्गोरिथम श्रिंकेज नेटवर्क वगैरह वे यह सब डॉक्यूमेंट हैं और फिर इसे मशीन लैंग्वेज की एक केटेगरी सौंपी गई है इसी तरह यहाँ पार्सर टैग ट्रेनिंग ट्रांसलेशन लैंग्वेज ये सभी ऐसे शब्द हैं जो डॉक्यूमेंट में होते हैं और इन सभी डाक्यूमेंट्स के लिए NLP की केटेगरी श्रेणी सौंपी जाती है तो अब आपका क्या काम है तो आप जानते हैं कि कुछ डेटा होगा जो पहले से ही इन क्लासेस के साथ लेबल है टेस्ट के समय आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा लेकिन आपको नहीं पता कि इस डॉक्यूमेंट के लिए क्लास क्या है उदाहरण के लिए टेस्ट समय पर आपको इन शब्दों के साथ एक डॉक्यूमेंट मिलता है पार्सर लैंग्वेज लेबल ट्रांसलेशन और आपको नहीं पता कि इस डॉक्यूमेंट की क्लास क्या है इन सभी संभावित केटेगरीस के बीच तो यहाँ इस डॉक्यूमेंट में होने वाले शब्दों के आधार पर आप इसे किसी एक क्लास को सौंपना चाहते हैं और वहाँ आप शब्दों के बैग का उपयोग कर रहे हैं यह मानते हुए कि मुझे पता है कि सभी शब्द क्या हैं और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है की इसका आर्डर इनफार्मेशन क्या है अब एक बार मेरे पास परिदृश्य है तो मैं क्लासिफिकेशन के लिए नैव बेयस मॉडल का उपयोग कैसे करूं तो आप सभी बेयस नियम को जानते हैं की बेयस नियम क्या है तो आप कहेंगे कि एक डॉक्यूमेंट में दिए गए क्लास की प्रोबेबिलिटी होगी तो आप इसे कैसे लिखते हैं P c गिवन d प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास इन डॉक्यूमेंट में है यह प्रोबेबिलिटी d गिवन c P c गिवन P d है तो अब हम यहां बेयस नियम का उपयोग क्यों कर रहे हैं c एक विशेष क्लास है और d एक डॉक्यूमेंट है अब मैं इस टेस्ट डॉक्यूमेंट को दिए गए सभी अलग अलग क्लासेस के लिए प्रोबेबिलिटी का पता लगाना चाहता हूं और जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उसे लेना चाहता हूं इसलिए मेरी समस्या उस क्लास को ले रही है जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी argmax दे रहा है c सेट में प्रोबेबिलिटी c गिवन d सबसे अधिक है और आप मैक्सिमम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को भी दे सकते हैं यह वह क्लास है जो आपको बेयस नियम से मिलती है अब सवाल यह है कि आप इस प्रोबेबिलिटी की गणना कैसे करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ़ क्लास गिवन d सभी विभिन्न क्लासेस के लिए अब नैव बेयस मॉडल क्या है यदि आपको याद है कि हमने मॉडल के दो अलग अलग परिवारों के बारे में बात की है एक जेनरेटिव मॉडल दूसरा डिसक्रिमिनेटीव मॉडल इसलिए नैव बेयस एक प्रकार का जेनरेटिव मॉडल है तो आप कहेंगे कि आपके पास पहले क्लास है और फिर आप उस क्लास के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो मॉडल में क्या होगा तो आपके पास क्लास C है और फिर आप इस क्लास से डॉक्यूमेंट d उत्पन्न कर रहे हैं मुझे लगता है कि मैं एक रिव्यु उत्पन्न करना चाहता हूं तों पहले आप यह सोचते हैं कि क्या आप पॉजिटिव या नेगेटिव रिव्यु करना चाहते हैं तो क्लास पहले आएगी और फिर उस क्लास के लिए आप डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे ताकि प्रोबेबिलिटीस का प्रवाह कैसा हो तो आप जेनरेटिव मॉडल से दिए गए डॉक्यूमेंट के साथ प्रोबेबिलिटी पा सकते हैं तो इसीलिए आप इसे सीधे गणना नहीं कर सकते हैं इसलिए आपको प्रोबेबिलिटी d गिवन C की गणना करनी होगी इसलिए यही वह जगह है जहाँ बेयस नियम चित्र में आता है इसलिए मैं चाहता हूं कि यह प्रोबेबिलिटी d गिवन c में बदले और मैं इसे बेयस नियम का उपयोग करके करता हु तो यह सभी क्लासेस के लिए argmax बन जाता है प्रोबेबिलिटी d गिवन c प्रोबेबिलिटी c गिवन d अब क्योंकि P d सभी क्लासेस के लिए कॉमन है आप दिए गए डॉक्यूमेंट को जानते हैं तों आप इसे हटा सकते है तो इस प्रोबेबिलिटी का अनुमान लगाना होगा argmax ओवर c प्रोबेबिलिटी d गिवन c प्रोबेबिलिटी ऑफ़ c c की प्रोबेबिलिटी क्या है यह क्लास की पूर्व प्रोबेबिलिटी है इस संग्रह में यह क्लास कितनी प्रचलित है अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट के बारे में पता नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूं कि कौनसी क्लास अन्य की तुलना में अधिक संभावित है यह प्रायर प्रोबेबिलिटी है और फिर आपको यह डेटा बताता है जब आपने डॉक्यूमेंट को देखा है तो डॉक्यूमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है जो इस क्लास से उत्पन्न हो रही है साथ में वे आपको डॉक्यूमेंट में दिए गए क्लास की पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी देते हैं तो P c की आप आसानी से गणना कर सकते हैं यदि आपको एक ट्रेनिंग डेटा दिया जाता है तो आप यह पता लगा सकते हैं कि सभी क्लासेस के बीच यह क्लास कितनी बार होती है अब आप प्रोबेबिलिटी d गिवन c की गणना कैसे करते हैं इसके लिए आपको यह देखना होगा कि आपका डॉक्यूमेंट क्या है आपका डॉक्यूमेंट और कुछ नहीं बल्कि शब्दों का बैग है तो मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट में कुछ शब्द x 1 से x n हैं तो फिर आप d को x 1 से x n में बदल सकते हैं और आप लिख सकते हैं यह argmax ओवर c प्रोबेबिलिटी x 1 से x n के समान है गिवन c प्रोबेबिलिटी c और जहाँ x 1 से x n विभिन्न हैं तो सामान्य तौर पर आप इन्हें विभिन्न विशेषताओं के रूप में कह सकते हैं यदि आप केवल अपने शब्दों का उपयोग कर रहे हैं तो विशेषताओं केवल शब्द होंगे यदि आप कुछ अन्य जानकारी का उपयोग कर रहे हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट का समय या डॉक्यूमेंट की लेंथ और अन्य चीजें तो यहां भी संभव हैं तो आप इसे बेयस नियम का उपयोग करके प्राप्त करते हैं इसलिए फिर से यह आसान है लेकिन यह गणना करना मुश्किल हो सकता है इन सभी विशेषताओं को एक साथ लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है इस क्लास को दिया गया है और यह वह जगह है जहाँ आप एक नैव बेयस धारणा बनाते हैं तो यह नैव धारणा है यही कारण है कि इसे नैव बेयस मॉडल कहा जाता है तो यहाँ नैव धारणा क्या है तो यह इन सभी विशेषताओं की प्रोबेबिलिटी गिवन क्लास को लिखा जा सकता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ़ प्रोबेबिलिटी x i गिवन c सभी x i के लिए इसलिए प्रत्येक फीचर्स सशर्त रूप से एक दूसरे को दि गई क्लास से स्वतंत्र है तो यह इस मॉडल को बहुत हद तक सरल करता है अब आपको सभी फीचर्स की जोइंट प्रोबेबिलिटी के बारे में चिंता करनी होगी आप अलग अलग फीचर्स की व्यक्तिगत प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं और फिर आप गुणा कर सकते हैं तो यह नैव धारणाओं से है और यह वह जगह है जहां आप बेयस नियम का उपयोग कर रहे हैं और इसलिए इसे नैव बेयस मॉडल कहा जाता है तो आप जानते हैं कि यहां नैव धारणा क्या है और आप इस प्रोबेबिलिटी की गणना के लिए बेयस नियम का उपयोग कर रहे हैं अब यदि हम वापस जाते हैं तो हम उस क्लास का पता लगाना चाहते हैं जो उच्चतम प्रोबेबिलिटी देता है प्रोबेबिलिटी c गिवन d दी गई और फिर हम बेयस नियम का उपयोग करते हुए लिखते हैं और फिर हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंट d कुछ भी नहीं है लेकिन डॉक्यूमेंट में मौजूद सभी फीचर्स हैं इसलिए यह क्लास c को देखते हुए x 1 से x n की फीचर्स का कलेक्शन है तो फिर आप क्लास को दिए गए x 1 से x n में प्रोबेबिलिटी की गणना कैसे करते हैं तो वहाँ आप दो धारणा बना रहे हैं एक शब्द का बैग है जिसमे डॉक्यूमेंट में शब्द की स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए x 1 से x n तक जो कुछ भी आर्डर है वह सारहीन है इसलिए मैं केवल यहां शब्दों के एक सेट के बारे में बात कर रहा हूं और अन्य कंडीशनल इंडिपेंडेंस क्या है नैव धारणा यह है कि फीचर प्रोबेबिलिटीस x i गिवन c j एक दूसरे से कंडीशनली इंडिपैंडेंट हैं गिवन क्लास c j तो मैं प्रोबेबिलिटी x 1 से x n गिवन c को प्रोबेबिलिटी x 1 गिवन c टाइम्स प्रोबेबिलिटी x 2 गिवन c से प्रोबेबिलिटी x n गिवन c में ऐसे लिख सकता हू तो अब मैंने इन सभी मान्यताओं को ले लिया है और अब मेरे पास एक बहुत ही सिम्पलीफायड मॉडल है जिसमे मैं वह क्लास लूंगा जो मैक्सिमम argmax ओवर P c टाइम्स P x गिवन c और x मेरे सभी अलग अलग शब्द हैं अब अगला सवाल यह है कि मैं अपने ट्रेनिंग डेटा से इन प्रोबेबिलिटीस की गणना कैसे करते है तो आप प्रोबेबिलिटी c की गणना कैसे करेंगे तो P c ट्रेनिंग डेटा में इस क्लास की प्रोबेबिलिटी क्या है तो मेरे ट्रेनिंग डेटा में इस क्लास के साथ कितने डॉक्यूमेंट लेबल किए गए हैं तो यह doc काउंट c जो c j i के बराबर है मेरे ट्रेनिंग डेटा में कितने डॉक्यूमेंट इस क्लास के साथ लेबल किए गए हैं डीवाईडेड बाय ट्रेनिंग डेटा में मेरे पास कितने डॉक्यूमेंट हैं तो मेरे ट्रेनिंग कार्पस में इस क्लास की प्रोबेबिलिटी क्या है तो फिर आप कैसे प्रोबेबिलिटी x i गिवन c j की गणना कर सकते हैं क्लास के साथ दिए गए एक शब्द की प्रोबेबिलिटी संभावना है और वह फिर से बहुत आसान होगा जैसा हमने लैंग्वेज मॉडलिंग के मामले में किया था इसलिएयह शब्द क्लास में जितनी बार होता है वह उस क्लास में होने वाले सभी शब्दों की संख्या से विभाजित होता है यह शब्द w i जितनी बार हो रहा है क्लास c j विभाजित क्लास c j में जितने भी संख्या में शब्द है इसे क्लास c j के पूरे कॉर्पस काउंट के रूप में भी लिया जा सकता है कितने यूनिक कितने यूनिक नहीं हैं इस क्लास c j में कितने अलग अलग टोकन हैं तो यह मुझे दोनों प्रोबेबिलिटी देगा और इसलिए मैं अपने ट्रेनिंग डेटा से अनुमान लगा सकता हूं मेरे पास ये प्रोबेबिलिटीस हैं मैं इन्हें मल्टीप्लाय कर सकता हूं और किसी दिए गए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ क्लास प्राप्त कर सकता हूं तो इस एप्रोच के साथ एक समस्या क्या हो सकती है केवल इन प्रोबेबिलिटीस को लेने से इसलिए मान लें कि ट्रेनिंग डेटा में सभी क्लासेस कम से कम एक बार होती हैं इसलिए एक क्लास की प्रायर प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होगी लेकिन इस विशेष टर्म w i गिवन c j की प्रोबेबिलिटी क्या है मान लीजिए कि आपको एक टेस्ट डॉक्यूमेंट दिया गया है मेरा मतलब है कि अलग अलग शब्द w 1 w 2 w 3 और इसी तरह से हैं एक शब्द w i है जो क्लास c j के साथ ट्रेनिंग डेटा में नहीं होता है लेकिन वे सभी शब्द क्लास c j के साथ कुछ संख्या में होते हैं तो मेरे पोस्टीरियर एस्टीमेट से क्या होगा तो यह प्रोबेबिलिटी c j टाइम्स प्रोबेबिलिटी w i गिवन c j सभी i के लिए होगी अब जबकि अन्य सभी w i में पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी है यह एक मुझे 0 प्रोबेबिलिटी दे रहा है तो इसको गुणा करने पर सब कुछ 0 हो जाता है भले ही दूसरे शब्द बहुत उच्च क्लास cj सुझाव दे रहे थे तो केवल एक शब्द यदि यह उस क्लास में नहीं होता है तो यह इस पूरी प्रोबेबिलिटी को 0 पर ले जाएगा हमें इस परिदृश्य से बचने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है और ऐसा क्या होना चाहिए आपको याद होगा कि 0 से बचने के लिए हमने लैंग्वेज मॉडल के मामले में क्या किया था तो हम एक स्मूथिंग की तरह कुछ करते हैं इसलिए हम इन प्रोबेबिलिटीस काउंट्स को प्राप्त करने के लिए स्मूथिंग का उपयोग करते हैं तो मैं स्मूथिंग का उपयोग कैसे करूँ अब तक मैं प्रोबेबिलिटी w i गिवन c j की गणना कर रहा हूं अभी इस प्रोबेबिलिटी की गणना काउंट ऑफ़ वर्ड i इन क्लास c j से विभाजित समेंशन ओवर काउंट ऑफ़ एनी वर्ड w इन क्लास c j के रूप में की जाती है सभी शब्दों के लिए यह वर्तमान प्रोबेबिलिटी MLE मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टीमेट है अब आप स्मूथिंग का उपयोग कैसे करते हैं मान लीजिए कि मैं सबसे सरल स्मूथिंग का उपयोग करता हूं जो एक स्मूथिंग जोड़ रहा है तो मैं अब इसे प्लस 1 डिनोमिनेटर के रूप में लिखूंगा हर w शब्दों में 1 जोड़ना होगा इसलिए यह प्लस V होगा जहां V मेरी शब्दावली का आकार है और यह अब ऐड 1 स्मूथिंग होगा और यही मैं उपयोग करूंगा इसलिए एक बार जब मैं V द्वारा कुछ छोटी प्रोबेबिलिटी 1 दूंगा तों यह पूरी चीज 0 पर नहीं जाएगी तो मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टीमेट का उपयोग करने में क्या समस्या है इसलिए मान लें कि आपके ट्रेनिंग डेटा में हमने क्लास के पॉजिटिव शब्द फैंटास्टिक को नहीं देखा है तो आप जानते हैं कि यह प्रोबेबिलिटी 0 होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ़ फैंटास्टिक गिवन पॉजिटिव 0 होगी जबकि रिव्यु में या वाक्य में अन्य शब्द पॉजिटिव संकेत दे सकते हैं तो यह पूरी चीज 0 हो जाएगी इसके बजाय हम ऐड 1 स्मूथिंग का उपयोग करते हैं तो काउंट प्लस 1डीवाईडेड बाय समेशन ओवर काउंट w c प्लस 1 यह मुझे प्लस 1 नुमेरटर में और प्लस V डिनोमिनेटर देगा और वह मेरा ऐड 1 स्मूथिंग है हमने नैव बेयस मॉडल के बारे में बात की और हम विभिन्न प्रोबेबिलिटीस की गणना कैसे करते हैं और हमने प्रोबेबिलिटीस के साथ एक समस्या देखी कुछ प्रोबेबिलिटीस 0 पर जा सकती हैं और यह पूरी चीज़ को 0 पर ले जाएगी यही कारण है कि हम n सिंपल ऐड 1 स्मूथिंग कर सकते हैं अब अगले लेक्चर में हम एक उदाहरण लेंगे और देखेंगे कि हम एक सरल ट्रेनिंग डेटा से इन सभी अलग अलग प्रोबेबिलिटीस की गणना कैसे करते हैं और हम टेस्ट सेंटेंस या डॉक्यूमेंट के लिए प्रोबेबिलिटी केसे पाते हैं